तो अगला Y कनेक्शन है इस स्थिति में न्यूट्रल स्टार से पृथक है स्टार के लिए कोई न्यूट्रल नहीं है इसलिए जीरो सीक्वेंस धारा प्रवाहित नहीं हो सकती और इस तरफ डेल्टा है जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे तो यह स्टार है और यह अनग्राउंडेड है इसलिए कोई जीरो सीक्वेंस धारा प्रवाहित नहीं हो सकती और आप जानते हैं कि डेल्टा के लिए कोई न्यूट्रल नहीं होता इसलिए यह खुला ही रहेगा और यह आपका संदर्भ है इसका मतलब यह दो आरेख जिसमें इस तरफ Y ग्राउंडेड है तथा दूसरी तरफ अनग्राउंडेड है इस तरह के कनेक्शन के लिए नेगेटिव सीक्वेंस डायग्राम समान है तो यह खुला ही रहेगा क्योंकि नेगेटिव सीक्वेंस धारा प्रवाहित नहीं हो सकती जब हम असंतुलित फॉल्ट के प्रश्नों को हल कर रहे होंगे तब हम देखेंगे कि इनको कैसे जोड़ा जाता है अब अगला Y ग्राउंडेड कनेक्शन है इस स्थिति में न्यूट्रल ग्राउंडेड है इसका मतलब प्राथमिक धारा प्रवाहित हो सकती है क्योंकि यहां कनेक्टेड द्वितीयक में जीरो सीक्वेंस धारा है इसका मतलब डेल्टा में जीरो सीक्वेंस धारा प्रवाहित हो सकती है लेकिन यह छोर को छोड़ नहीं सकती तो इस स्थिति में मेरा मतलब यह जीरो सीक्वेंस धारा इस कनेक्टेड द्वितीयक में घूमेगा और Y कनेक्टेड प्राइमरी वापस राह प्रदान करेगा इसका मतलब प्राइमरी साइड की तरफ न्यूट्रल ग्राउंडेड है इसका मतलब धारा प्रवाहित हो सकती है क्योंकि यहां डेल्टा के अंदर सर्कुलेटिंग करंट है लेकिन इस स्थिति में यह भी एक विचारणीय बिंदु है कि यह जीरो सीक्वेंस धारा डेल्टा छोर को छोड़ नहीं सकती तो यह डेल्टा छोर को छोड़ नहीं सकती क्योंकि यह एक सर्कुलेटिंग करंट है तो इस स्थिति में यह ट्रांसफार्मर का जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस है फिर ग्राउंड को जोड़ा गया है लेकिन डेल्टा के लिए छोर को छोड़ नहीं सकता है क्योंकि यह सर्कुलेटिंग है तो यह खुला ही रहेगा और यह aहै और यह संदर्भ है तो थोड़ा बहुत इसे आप को समझना होगा तो यह भाग ग्राउंडेड है इसलिए डेल्टा में प्राइमरी सर्कुलेटिंग करंट प्रवाहित होगा क्योंकि डेल्टा में भी जीरो सर्कुलेटिंग करंट होगा और यह छोर को छोड़ नहीं सकता है तो ∆ के लिए यह इसके अंदर ही रहेगा क्योंकि यह सर्कुलेटिंग है इसलिए लेकिन प्राइमरी धारा का वहन हो सकता है क्योंकि यह भाग ग्राउंडेड है और इस भाग की प्राइमरी में जीरो सीक्वेंस धारा प्रवाहित हो सकती है लेकिन यह छोर को छोड़ नहीं सकती इस कनेक्शन के लिए यह जीरो सीक्वेंस डायग्राम है ट्रांसफार्मर के रिएक्टेंस को ग्राउंड से जोड़ा गया है क्योंकि शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी धारा का वहन हो सकता है क्योंकि यहां ∆ कनेक्शन में जीरो सीक्वेंस सर्कुलेटिंग धारा है लेकिन इसके बाद आप इसे खुला छोड़ देते हैं क्योंकि इस तरफ ∆ है जहां जीरो सीक्वेंस छोर को छोड़ नहीं सकती तो यह आपका इस तरह के कनेक्शन के लिए जीरो सीक्वेंस डायग्राम है और अब अगला ∆ ∆ कनेक्शन है इस स्थिति में जीरो सीक्वेंस धारा डेल्टा में प्रवाहित होगी लेकिन यह छोर को छोड़ नहीं पाएगी डायग्राम सही होना चाहिए तो यह डेल्टा है यह भाग खुला रहेगा और यह भाग भी खुला रहेगा लेकिन एक छोटा सा लूप बनेगा जिसमें ट्रांसफार्मर का जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस इस तरह से बंद रहेगा अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यह लूप खुद से ही इन दोनों भागों से पृथक है तो ∆ ∆ कनेक्शन के लिए इसे सीधे संदर्भ से जोड़ दिया जाता है लेकिन यह खुला रहेगा तो ∆ ∆ कनेक्शन के लिए यह जीरो सीक्वेंस डायग्राम है इस प्रकार से ट्रांसफार्मर के लिए ऐसे पांच कनेक्शन है यह फॉल्ट से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है यह जीरो सीक्वेंस नेटवर्क चीजों को काफी आसान बना देता है तो हमने सिमिट्रिकल कंपोनेंट जैसे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस के बारे में पढ़ा कुछ भी नहीं छोड़ा गया है आइए अब एक उदाहरण को हल करते हैं तो मानिए कि आपके पास थ्री फेज स्टार कनेक्टेड संतुलित लोड है जिसकी सेल्फ और म्युचुअल इंडक्टेंस को चित्र 6 में दिखाया गया है लोड के न्यूट्रल को ग्राउंड किया गया है जहां Zn 0 है इसका मतलब यह Zn रिएक्टेंस को जीरो लिया गया है आपको सीक्वेंस रिएक्टेंस पता करना है तो आपके पास थ्री फेज स्टार कनेक्टेड संतुलित लोड है तो यह फेज aफेज bफेज c है तथा वोल्टेज Va Vb Vcहै तथा इनमें धारा क्रमशः IaIbIcप्रवाहित हो रही है तथा इंपीडेंस ZsZsZsहै लेकिन इनकी फेज के बीच म्युचुअल इंडक्टेंस ही है जो a और b के बीच Zmहै b और c के बीच Zm तथा c और a के बीच Zm है और यह न्यूट्रल धारा Inहै तो आपको सीक्वेंस इंपीडेंस प्राप्त करना है तो लाइन से ग्राउंड के बीच की वोल्टेज Vaबराबर VaZsIaZmIbZmIcक्योंकि म्युचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है इसलिए आप ऐसा लिख रहे हैं इसी प्रकार Vb ZmIaZsIbZmIcक्योंकि आप Vbके लिए लिख रहे हैं इसलिए ZsIbहोगी तथा दूसरा पद ZmIaZmIcहोगी इसी प्रकार जब हम Vcके लिए लिखते हैं तब ZsIcदूसरा पद ZmIaZmIbहोता है इस तरह Va Vb VcZs Zm ZmZm Zs Zm Zm Zm ZsIa Ib Ic तो इस तरह से हम लाइन से ग्राउंड वोल्टेज VaVbVcलिखते हैं तो इस समीकरण को हम मैट्रिक्स के रूप में लिखते हैं और हम उसी आदर्श का पालन करेंगे क्योंकि यह 2 फेज के बीच का म्यूच्यूअल इंडक्टेंस है इसलिए इस मैट्रिक्स को हम Zabc से परिभाषित करेंगे क्योंकि हम उस संबंध से जानते हैं की Vp Zabc Ip होता है जहां Vpइस समीकरण से Va Vb VcTतथा IpIa Ib IcTतथा यह आपका Zabc मैट्रिक्स है इसलिए Vp बराबर Va Vb VcT तथा IpIa Ib IcT और Zabc इसके बराबर है इस प्रकार यही संबंध समीकरण 12 के लिए लागू होगा यहां VpAVsऔर IpAIsहै इसका मतलब Vpबराबर AVsयही संबंध समीकरण 12 के जैसा और IpAIsवही संबंध Vpबराबर AVsऔर IpAIsयहां रखने पर AVsबराबर Zabc गुने AIsअब समीकरण 5 में दोनों तरफA 1 से गुना करने पर अगर आप A 1 से दोनों तरफ गुना करेंगे तब यह Va1Va2 Va0बराबर A 1 का एक तिहाई गुना Zabc तथा यह A और Ia1 Ia2 Ia0का गुणनफल होगा अगर आप इसे गुना करेंगे तब यह Va1 Va2 Va0Zs Zm 0 0 0 Zs Zm 00 0 Zs2ZmIa1 Ia2 Ia0है इस तरह Va1 Va2 Va0 बराबर Zs Zm 0 0 तथा यह 0 Zs Zm0 और यह 0 0 Zs2Zm Ia1 Ia2 Ia0है यह समीकरण 7 है इस प्रकार पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस Z1 बराबर Zs Zmनेगेटिव सीक्वेंस भी Zs Zm है और जीरो सीक्वेंस Zs2Zmहै तो अगला कनेक्टेड प्रतिरोध भार है तो हम इसे समझ चुके हैं इसमें केवल यही ध्यान रखना है कि यहां तीन मैट्रिक्स का गुना है और ऑपरेशन को आप को ध्यान से करना है ताकि आप सही परिणाम प्राप्त कर सकें अब अगला उदाहरण दो है एक डेल्टा कनेक्टेड प्रतिरोधक भार को असंतुलित थ्री फेज सप्लाई से जोड़ा गया है जिसको चित्र 7 में दिखाया गया है आपको लाइन धारा का सिमिट्रिकल कंपोनेंट प्राप्त करना है तथा डेल्टा धारा का भी सिमिट्रिकल कंपोनेंट पता करना है आपको दोनों प्राप्त करना है लाइन धारा का सिमिट्रिकल कंपोनेंट तथा डेल्टा धारा का सिमिट्रिकल कंपोनेंट यह आपका डायग्राम है जो डेल्टा में जुड़ा हुआ है तथा शाखा की प्रतिरोध 3 R3 R3 R है फेज a में धारा 15 ㄥ 60oएंपियर फेज b में धारा 10ㄥ30oएंपियर है इसलिए c में धारा आसानी से प्राप्त की जा सकती है क्योंकि IaIbIc0 है चुकी Ia15 ㄥ 60oदिया हुआ है तथा Ib 10ㄥ30oदिया हुआ है इसलिए 15 ㄥ 60o 10ㄥ30oIc0 इस तरह Ic18 ㄥ154oप्राप्त होगा तो इस तरह से आपने तीन लाइन धारा को प्राप्त कर लिया जो कि असंतुलित है तो समीकरण 24 का उपयोग करने पर Ia113IaIb2Ic तो यह ⅓ Ia15 ㄥ 60oहै Ib 10ㄥ30oके बराबर है लेकिन इसे से गुना किया गया है इसलिए यह Ib 10ㄥ30o120oहोगा और Ic 18 ㄥ154o240oअगर आप इसे सरल करोगे तब Ia1 464 ㄥ85oएंपियर प्राप्त होगा आपको केवल यह गणना सही सही करना है यह सभी गणना मेरे द्वारा की हुई है और अगर इनमें कोई त्रुटि हो तो आप मुझे अवश्य बताएं इसी प्रकार समीकरण 25 से Ia2 13Ia2IbIc हम इन सभी मान को यहां प्रति स्थापित करते हैं तो Ia21315 ㄥ 60o10ㄥ30o240o18ㄥ154o120oइस तरह 1396ㄥ779oएंपियर प्राप्त होता है अब Iao13IaIbIc चुकी यह शर्त दी हुई है कि IaIbIc0 है इसलिए Iao भी जीरो है अब हमने Ia1Ia2 तथा Iao प्राप्त कर लिया है अब Ib1Ib2 Ib0Ic1 Ic2 Ic0को प्राप्त करना है हम जानते हैं कि Ib12Ia1होता है इसलिए यह 464∟2485o एंपियर हो जाएगा हम जानते हैं Ib2Ia2यानी 1396∟421o एंपियर और Ib0Iao0 एंपियर इसी प्रकार Ic1Ia1रखने पर यह 464∟1485o एंपियर प्राप्त होगा तथा Ic2β2 Ia2 21396∟16210 एंपियर है और Ic0Ia00 एंपियर है इस तरह हमने Ia1Ia2 Ia0Ib1Ib2 Ib0 तथा Ic1 Ic2 Ic0प्राप्त किया अब आप इस डेल्टा कनेक्टेड लोड को स्टार कनेक्टेड लोड में परिवर्तित करेंगे तो इसका मतलब अगर आप इसे स्टार में परिवर्तित करते हैं तो यह RRR हो जाएंगे क्योंकि यदि यह डेल्टा है और यहां 3R दिया हुआ है तो इसे स्टार में परिवर्तित करने पर यह 3R3R3R3R3Rप्राप्त होगा और अंततः R हो जाएगा इस कारण से यह R है और यहां धारा IaIbIcहै तथा वोल्टेज Vabहै उसी प्रकार से यहां वोल्टेज Vbcऔर Vcaहै इस स्थिति में KVL लगाने पर VabIa R Ib Rइसका मतलब Vab Rऔर चुकी Iabबराबर Vab3R Iabइस धारा के बराबर है जो यहां a से b की तरफ जा रही है अब इस समीकरण में Vab रखने पर यह R Ia - Ib 3R होगा तथा यहां पर R से R खत्म हो जाएगा तथा Iab1315∟ 60o 10∟30o एंपियर प्राप्त होगा जिस को सरल करने पर Iab601∟2663o मिलता है इसी तरीके से आप Ibc और Ica प्राप्त कर सकते हैं Ibc भी वैसा ही होगाइस तरह के चीजों को याद करना बहुत ही आसान है यानी Ibc 13Ib Ic इसलिए 13 10∟300 18∟1540 बराबर 833 ∟ 6640 एंपियर इसी प्रकार Ica बराबर 1052 ∟13860 एंपियर अब यह IabIbc और Ica प्राप्त हो चुका है इसलिए अब हम धारा Iabके पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस तथा जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो इसके लिए हम उसी सूत्र और अवधारणा का पालन करेंगे इसलिए Iab1जो की धारा Iab का पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है बराबर 13 Iab β Ibc β2Ica तो आप इन सभी मान को यहां प्रति स्थापित करते हैं इसलिए Iab1 13 601 ∟ 26630 833 ∟ 6640 1200 105 ∟13860 2400 और इसे आप अगर सरल करते हो तो यह 267∟ 3850 एंपियर हो जाएगा उसी प्रकार Iab213 Iab β2 Ibc β Ica है जिसमें अगर आप Iab Ibc Ica और 2तथा का मान प्रतिस्थापित कर सरल करने पर Iab2 806 ∟ 10790 एंपियर प्राप्त होता है और Ia013 Iab Ibc Ica होगा जो कि 0 है यह बात पर भी ध्यान दें कि अगर आप इसे सत्यापित करते हैं तो Iab1वास्तव में Ia13 ∟300 है आपको Ia1पता है जिसे आप यहां प्रति स्थापित करते हैं और फिर 3से भाग देते हैं तो आपको Iab1 Ia13 ∟300 प्राप्त होता है इसी प्रकार यहां पर भी Iab2 Ia23 ∟ 300 प्राप्त होता है तो इसे मैंने ब्रैकेट में लिखा है तो यह फेज a का पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है तो यही वह चीज है जिसकी गणना आपको सही सही करनी है तथा कुछ चीजों को आपको याद करना है अब अगला उदाहरण आपके पास डेल्टा कनेक्टेड लोड है और थ्री फेज सप्लाई abc है और यह इसकी एक धारा है जो 15 एंपियर है लेकिन अगर एक लाइन में फ्यूज पिघल जाए तब धारा के सिमिट्रिकल कंपोनेंट की गणना करनी है इसका मतलब अगर Ib0 हो जाएगा तब क्या होगा तो उस स्थिति में अगर यह 0 है लेकिन धारा केवल 15 एंपियर दी हुई है और हम Ia 15 ∟0 को संदर्भ ले रहे हैं चुकी Ib 0 है इसलिए धारा Ic Iaहै तो इस स्थिति में Ic15 ∟1800 एंपियर होगी और हम जानते हैं कि Ia1 13 Ia β Ic β2 Ibतो इन सभी मान को यहां प्रति स्थापित करने पर Ia1 75 j 433 एंपियर प्राप्त होता है इसी प्रकारIa2 13Ia2IcIb और फिर से IaIbIcका मान प्रति स्थापित करने पर तथा का मान उसके अनुसार रखने पर यह 75 j 433 एंपियर प्राप्त होगा तथा Ia013IaIbIc है जो कि जीरो है इसका मतलब क्रॉस चेक के लिए Ia Ia1Ia2Ia0एंपियर है और चुकी Ia0 0 है इसलिए Ia Ia1Ia2 होगा और j 433 j 433 आपस में खत्म हो जाएंगे और अंत में केवल 15 ∟0 एंपियर प्राप्त होगा तो यह एक अच्छा और आसान सवाल था तो अब अगला प्रश्न यह है कि प्रति यूनिट सिस्टम के लिए हमने एक खास आधार को लिया है तथा लाइन ट्रांसफार्मर और जेनरेटर के वोल्टेज को इसके अनुसार बदल दिया है तो इन सब चीजों को हमने प्रति यूनिट सिस्टम में पढा हैऔर हमें यहां पुराने सूत्रों की आवश्यकता है पहले हमें इन सब को पुराने वाले आधार के इंपीडेंस में बदलना है और फिर नए आधार से प्रति इकाई में परिवर्तित करेंगे इस उदाहरण में सब कुछ दिया हुआ है और इस तरह के हमने बहुत सारे प्रश्नों को हल किया है और यह काफी बड़ा प्रश्न है जिसका डायग्राम दिया हुआ है लेकिन मैं इसे सावधानीपूर्वक पढ़ता हूं एक 50 MVA 11 kV सिंक्रोनस जेनरेटर के पास सब ट्रांजियंट रिएक्टेंस 20 है जेनरेटर ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से जिसके दोनों छोर पर ट्रांसफार्मर है दो मोटर को पावर सप्लाई कर रहा है जैसा कि चित्रों 9 में दिखाया गया है मोटर की रेटेड इनपुट 30 MVA और 15 MVA है जो 25 सब ट्रांजियंट रिएक्टेंस के साथ 10 kv है थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग 60 MVA 108121kv है जिसकी लीकेज रिएक्टेंस 10 है परिकल्पना करें किजेनरेटर और मोटर की जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस 6 है धारा प्रतिरोधक रिएक्टर 25 Ω है जिसेजेनरेटर और मोटर 2 के न्यूट्रल के साथ जोड़ा गया है यहां दो मोटर हैं इसलिए यह मोटर 2 है तथा दोनों ट्रांसमिशन लाइन की जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस 300 Ω है तथा लाइन की जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस 100 Ω है तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क को चित्र में दर्शाना है पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस में कोई समस्या नहीं है समस्या है तो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में जिसे आप को सावधानीपूर्वक बनाना है तो यह एक अवधारणा है की प्रत्येक मशीन की नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस उसके सब ट्रांजियंट रिएक्टेंस के बराबर है तो यह डायग्राम है जिसमेंजेनरेटर Y कनेक्टेड ग्राउंडेड है यह ट्रांसफार्मर T1है यह Y ट्रांसफार्मर है जिसका Y ग्राउंडेड है और यह ट्रांसफार्मर T2 Y कनेक्टेड है और यहां भी Y ग्राउंडेड है और यह मोटर 1 है जिसका स्टार ग्राउंडेड नहीं है यह मोटर 2 है जिसके वृत्त के अंदर 2 लिखा हुआ है और यहां भी मैंने 1 लिखा है ताकि आप जब गणना कर रहे हो तो कोई गलती ना कर बैठे उदाहरण के लिए आप कुछ बिंदुओं को चिन्हित कर ले यह d है यह e तथा यह f है यह ट्रांसमिशन लाइन है यहां मैंने बिंदु p तथा q को नहीं दर्शाया है जिसे मैं आपको बाद में दिखाऊंगा तो सबसे पहले आप सभी बिंदुओं को चिन्हित कर ले क्योंकि यह आपके लिए आसान होगा तो अब हमें पॉजिटिव नेगेटिव तथा जीरो सीक्वेंस नेटवर्क को ड्रॉ करना है एक बार पैरामीटर को प्राप्त करने के बाद पॉजिटिव तथा नेगेटिव सीक्वेंस को ड्रॉ करने में कोई समस्या नहीं है समस्या है तो जीरो सीक्वेंस के डायग्राम को ड्रॉ करने में तो हम आधार पावर 50 MVA तथा आधार वोल्टेज 11 kv मान रहे हैं तो अब ट्रांसमिशन लाइन की आधार वोल्टेज 11121108kvहोगी क्योंकि यह वास्तव में 108121 k V है तो इस कारण से लाइन के तरफ आधार वोल्टेज 11121108kvहोगी इसलिए आधार वोल्टेज 1232 kv है अब मोटर की आधार वोल्टेज फिर से आपको यहां जाना होगा इस ट्रांसफार्मर के पास इसलिए 10121 इसलिए फिर से यह 1232 108 121होगा तथा फिर से यह मोटर के तरफ 11kv हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे अब ट्रांसफार्मर रिएक्टेंस दोनों XT1 XT2 दी हुई है जो कि 10 है अब आप को फिर से इसे पर यूनिट में बदलना है यह कौन सा समीकरण है मैंने इसे नहीं लिखा है दोनों ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग 60 MVA दी हुई है कृपया मुझे देखने दें कि डाटा कहां दी हुई है यहां दी हुई है तथा ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेटिंग 108121 kV है इसका मतलब ट्रांसफार्मर की पर यूनिटी इंपीडेंस 01 दी हुई है तो पहला ट्रांसफार्मर बेस है जिसका बेस इंपीडेंस 6010 है जिसको 108260से गुणा करने पर खुद के बेस पर ओह्मिक मान प्राप्त होता है अब हमने 50 MVA तथा 11 kV बेस लिया है आपको इसे 11250 भाग देना होगा इस कारण से यह 01 5060 108112 आ रहा है जोकि 00805 pu है और इस तरह से XT1 XT2 00805 pu प्राप्त होता है